ठीक है तोअब हम Ig1Ig11 और Ig2Ig22मान लेते है ठीक तो अब हम इस समीकरण में क्या करेंगे मैं आपके लिए एक या दो लाइन लिख रहा हूँ इस समीकरण 80 में आप उसे रखें ठीक मतलब आपका IKAK1Ig11AK2Ig22 ठीक मतलब IKAK1Ig1cos 1 jsin 1 AK2Ig2cos 2 jsin 2 फिर आप वास्तविक और काल्पनिक भाग को अलग करें इस तरफ पहले आप वास्तविक भाग को लें तो यह IKAK1Ig1cos 1 AK2Ig2cos 2 jAK1Ig11 AK2Ig2sin 2 है तो आप क्या करते है आप इसका परिमाण लेते है और फिर वर्ग लेते है यदि आप ऐसा करते है तो आपको IK2AK12IK12AK22IK222AK1AK2IK1IK2cos 1 2 प्राप्त होगी यह समीकरण 81 है अब हम Ig1P13V1cos 1 Ig2P23V2cos 2 जानते है यह समीकरण 82 और 82 है जहाँ P1 और P2 प्लांट्स एक और दो पर 3 फेज वास्तविक पॉवर इंजेक्टेड के बराबर है तो अब आगे हम कुल 3 फेज पॉवर लॉस को देखेंगे ठीक तो इस स्थिति में कुल वास्तविक पॉवर लॉस दिया गया है PLossK1NBR3IK2RK यहाँ NBR मतलब ट्रांसमिशन नेटवर्क में कुल ब्रांचों की संख्या है RK ब्रांच K का प्रतिरोध है ठीक यदि आप ऐसा करते है तो आप समीकरण 83 82 82 और 81से PLossP12V121 K1NBRAK12RK2P1P2cos 1 2 V1V2cos 1cos 2 K1NBRAK1AK2RKP22V222 K1NBRAK22RK प्राप्त करोगें तो अब यह समीकरण 84 है यह समीकरण 84 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है PLossB11P122P1P2B12B22P22 जहाँ B111V121 K1NBRAK12RK है इसी प्रकार B12 cos 1 2 V1V2cos 1cos 2 K1NBRAK1AK2RK है और आपका B221V222 K1NBRAK22RK है तो वास्तव में यह B गुणांक कहा जाता है अब आप B गुणांक B11B12के आयाम को देखें यह PLossको देखें जब आप इसे वास्तविक आयाम MW में रखते है तो B गुणांक का आयाम MW 1है मतलब मान लीजिए यह 02 दिया हुआ है तो इसका मतलब 02 MW 1 ठीक तोएक बार जब आप इसे कर लेते है तो फिर इस समीकरण को हम सामान्य रूप में बना सकते है मतलब 1 और 2 इस तरह के बजाय यह पद B11B12और B22 लॉस गुणांक या B गुणांक कहा जाता है ठीक सामान्य रूप में समीकरण 84 को इस तरह भी लिखा जा सकता है Bpq cos p q VpVqcos p cos q K1NBRAKpAKqRK यह समीकरण 85 है तो यह वाला सामान्यीकृत किया जा सकता है PLossp1mq1mPpBpqPq के रूप में यह समीकरण 86 है तोजब हम लॉस सूत्र लेते है तो यही कारण है की हम इस Pgi Bij Pgj पद को लेते है तो यह Pgi Bij Pgj लॉस सूत्र है ठीक तो यह वास्तव में द्विघात समीकरण है यह वास्तव में समीकरण 86 है अब इकॉनोमिक लोड डिस्पैच और लॉस सूत्र जो भी हमने अभी तक इस विषय पर किया है हमने सिद्धांत के साथ इसके कुछ उदाहरण भी दिया है मुझे लगता है कि अभी तक हमने आपको इस पर 8 उदाहरण दिखाए है आपका उद्देश्य कक्षा में जैसा अभ्यास करना नहीं होगा जहाँ बहुत बड़े फार्मूले और अन्य छोटी चीजें हैं आप सरल और सार्थक उदाहरण हल कर सकते है ठीक आप कोई भी पुस्तक लें और आप यह छोटी सी चीज पता करेंगे और यह देखे कि कोई गणना की त्रुटि न हो मेरा मतलब है जब आप कैलकुलेटर का उपयोग कर रहे हैं तो आप कोई भी गलती न करे ठीक अबहम इस पर एक या दो उदाहरण लेंगे ठीक तो यहाँ यह उदाहरण लिया गया है मैं आपके लिए गुणांक का एक भाग कर दूँगा और दूसरे भाग का उत्तर दे दूँगा लेकिन आप इसे खुद से करेंगे ठीक तो एक सैंपल पॉवर सिस्टम चित्र 13 में दिखाया गया है तो यह वास्तव में चित्र 13 है ठीक और आपको B गुणांक प्रति इकाई 100 MVA आधार पर गणना करना है दूसरे डेटा भी दिया हुआ है तो यह नेटवर्क दिया गया है और इस नेटवर्क में इस बस को वास्तव में रेफ़रेंस बस के रूप में लिया गया है यह वोल्टेज एक कोण जीरो दिया गया है और इस जेनरेटर से इस बस में Ig1 धारा है और यह बस 2 मे इस जेनरेटर से धारा Ig2 है ठीक और यह बस 3 और 4 लोड बस है तोअब यहाँ इस लोड के माध्यम से जाने वाली धारा I3हैऔर यह इस लोड से जाने वाली धारा I4है ठीक तो अब आपको कुछ डेटा की जरुरत है यह 1 2 3 4 चार ब्रांचेज है और यह धारा की दिशा I1दिखाया गया है तो I2इस तरह से जा रही है यह I3 है और यह I4 इस लोड की ओर जा रही है ठीक यह रेफ़रेंस वोल्टेज 1∠0है अब I14 j1pu I42 j05puI232 j08puI372 j18puZ1002j008puZ2002j008puZ3001j004puZ4001j004pu अब हमे इस उदाहरण के लिए B गुणांक का पता लगाना है तो यह लोड 2 यह लोड 3 और यह लोड 4 है और यह बस 3 और बस 4 है तो I3 और I4 कुल लोड धारा है क्योंकि I3 और I4 लोड की ओर जा रही है इसका मतलब आपका कुल लोड धारा ILI3I472 j182 j0592 j23pu के बराबर है अब जिस तरह से मैंने यह सूत्र को प्राप्त किया है उसी तरह से अब हम इसे करेंगे अब आप कल्पना करे कि प्लांट 2 बंद है मतलबयह जेनरेटर 2 वहाँ नही हैयह बंद है ठीक यह चित्र 14 है मैंने यहाँ चित्र को दर्शाया है जब जेनरेटर 2 बंद है तो धारा की दिशा को देखें धारा की दिशा बदल जाएगी क्योंकि केवल इस जेनरेटर से धारा की प्रवाह होगी और यह लोड में जा रही है तो यह बंद है तो धारा की दिशा बदल जाएगी ठीक यही कारण है कि यह धारा की दिशा बदली हुई है तो यह बंद है तो इसका मतलब I2I4 है तो यदि ऐसा है तो फिर इस बिंदु पर हम किर्छोफ का पहला नियम का उपयोग करते है तो इसका मतलब I1I2I3 और यहाँ यह I2I4 है क्योंकि यहाँ सामान धारा जा रही है क्योंकि यह बंद है इसका मतलब आपका I1I3I2I3I4IL92 j23pu और I2I42 j050pu तो ये सभी धाराएँ हमने प्राप्त कर लिया है अब समीकरण 78 का उपयोग करके जो कि AK1IK1IL है तो यह A11I1ILILIL10क्योंकि I1IL तो यहाँ यह है तो I1IL ठीक मतलब A11I1IL इसी प्रकार A21 I2IL प्रारंभिक में I2कि दिशा चित्र में दर्शाए गए कि तरह है लेकिन जैसे ही यह बंद होती है दिशा बदल जाती है तो वहाँ माइनस चिन्ह होगा क्योंकि यह I2 की बंद दिशा मूल से बदल गई है यही कारण वहाँ माइनस चिन्ह है और A21 I2IL 2 j0592 j23 02174 फिर ब्रांच 3 से वास्तव में यह सरल है लेकिन अंश हर हमेशा ILहै तो A31I3IL72 j1892 j2307826 इसी प्रकार ब्रांच 4 के लिए A41I4IL2 j05092 j2302174 इसी तरह अगर प्लांट 1 बंद है मेरा मतलब है यह प्लांट 1 आपका बंद है तो जेनरेटर से कोई धारा नहीं आएगा तो I1 0 बन जाएगा ठीक और प्लांट 2 यह है तो यह धारा की दिशा अन्य सभी समान रहेगी लेकिन यह वाला I1 0 हो जाएगा जिसके कारण A120 है बाकी मैंने गणना की है तो तदनुसार आप एक ही प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से गणना कर सकते हैं ठीक तो मैं आपको A2207826A3207826A4202174 अंतिम उत्तर दे रहा हूँ तो सभी A गुणांक की गणना की जाती है अब फिर से हम उस आरेख पर वापस आएँगे इस आरेख को रखता हूँ तो इस आरेख में यदि यह रेफ़रेंस वोल्टेज है और सभी ब्रांच प्रति बाधा Z1Z2Z3Z4 सभी दिए गए हैं तो सभी डेटा यहाँ दिए गए हैं इसका मतलब है V1VrI1Z11∠04 j1002j008 तो आपको V11198∠145मिलेगा इसका मतलब है कि 1145यह आपका बस 1 पर वोल्टेज कोण145है इसी तरह V2VrI2Z21∠032 j08002j008 ठीक फिर हमें V21153∠12 मिलता है तो हमे 212मिलते है इसका मतलब है कि आपका सामान्य धारा Ig14 j14123∠ 14है तो 1 14मतलब एक जेनरेटर का धारा कोण 14है और Ig2I2I4 क्योंकि आप इस बस पर किर्छोफ की प्रथम नियम का उपयोग करते है तो Ig2I2I432 j082 j0552 j13536∠ 14 तो एक बार जब आप इस चीज को प्राप्त कर लेते है तो फिर आपका यह चीज cos 1 2cos 0 10 होता है ठीक क्योंकि दोनों 1 और 2 सामान होते है जो कि 14 है तो यह 1 है ठीक और जेन रेटिंग स्टेशन पॉवर फैक्टर जो कि cos 1 cos 14514 08788है तो उदाहरण के लिए ले V1 145 है और आपका धारा Ig1 14है तोरेफ़रेंस लाइन से यह कुछ ऐसा है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है तो अगर यह एक रेफ़रेंस लाइन है तो यह आपका वोल्टेज कोण है यह आपका V1 है यह कोण वास्तव में 145 डिग्री है और धारा इस तरफ है जो वास्तव में रेफ़रेंस लाइन से लैगिंग है यदि आप इस Ig1 को लेते हैं ठीक और इसका कोण आपका 14 है और यह लैगिंग है तो यह वोल्टेज V1और धारा Ig1 के बीच कोण यह 14514 डिग्री है मतलब यह cos 1 cos 14514 08788 इसी प्रकार जेनरेटर 2 के लिए सामान चीज cos 2 cos 1214 08988 ठीक अब लॉस गुणांक समीकरण 85 ठीक यह सामान्य सूत्र है Bpq cos p q VpVqcos p cos q K1NBRAKpAKqRK यहाँ इस नेटवर्क के लिए कुल ब्रांचो की संख्या 4 है हमारे पास कुल वहाँ 4 ब्रांचे है इसका मतलब आपका NBR4 कुल ब्रांचो की संख्या ठीक तो अब आपका NBR4 है और pq1है तब आपको B11का पता लगाना है तो B11 K14AK12RKV121 R1A112R2A212R3A312R4A412V121 सभी ब्रांच प्रतिरोध आप जानते है क्योंकि प्रति बाधा दिया गया है तो वास्तविक भाग R है ठीक आप प्रति स्थापित करे आपको B1100212002 02174200107826200102174211982087882002485 pu प्राप्त होगी इसी प्रकार जब pq2 तो आपको B22 K14AK22RKV221 R1A122R2A222R3A322R4A422V222 0020200207826200107826200102174211532089882001755 puप्राप्त होगी तो एक पूरे वर्ग के रूप में लेखन है ठीक तो इसका मतलब है आप इसका विस्तार करते हैं और सभी मान आपके लिए ज्ञात हैं आप इन सभी मानों को प्रति स्थापित करते हैं सुनिए ये सभी गणनाएँ केवल मेरे द्वारा किए गए हैं इसलिएमैं हर व्याख्यान में एक या दो बार दोहराता हूँ कि यदि आपको कोई गणना की त्रुटि या कुछ भी मिलता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और बता सकते है कि त्रुटि कहाँ है मैं आपको सराहना करूँगा यदि कोई गणना त्रुटि है तो मैं खुद सुधार सकता हूँ मैं इसको सही कर सकता हूँ ठीक है तो अब यहB22001755 pu ठीक आपका धन्यवाद B12 के लिए हम फिर से आएँगे